इसलिए आज हम इंटीग्रल इक्वेशन सॉल्यूशन बाय मोमेंट मेथड पर चर्चा करेंगे हमें पहले से ही हैलेन के फॉर्मूलेशन का पता चल गया है यह एक इंटीग्रल इक्वेशन हैIz अज्ञात है यह पोकलिंगटन फॉर्मूलेशन के लिए है फिर से आप कहते हैं कि मैं Iz अज्ञात है एक ऑपरेटर है यह दाहिने हाथ की ओर जाना जाता है तो हम इन दोनों या इन इंटीग्रल इक्वेशन में से किसी को भी कह सकते हैं इंटीग्रल इक्वेशन के एक वर्ग को h के समान F के रूप में लिखा जा सकता है जहां F एक नोन लीनियर ऑपरेटर है हमारे मामले में इंटीग्रल ऑपरेटर जो इंटीग्रेशन एक ऑपरेशन है एक लीनियर ऑपरेशन है तो F एक ज्ञात लीनियर ऑपरेटर है h एक ज्ञात एक्साइटेशन फ़ंक्शन है हमारे मामले में यह है कि क्या हम स्पार्क गैप एक्साइटेशन या किसी अन्य फीड प्रकार को देते हैं इसलिए एक्साइटेशन ज्ञात है प्रतिक्रिया g है यह आपकी स्ट्रक्चर पर है लेकिन यह अज्ञात है तो g रिस्पांस फंक्शन है मैं कह सकता हूं कि यह रिस्पांस फंक्शन है यह एक एक्साइटेशन फंक्शन है अब मैं कह सकता हूं कि यह ज्ञात है यह अज्ञात है और यह क्या है यह एक ऑपरेटर है और यह ज्ञात है क्योंकि जिस ऑपरेशन को हम ठीक से जानते हैं उसका उद्देश्य है कि g को ढूंढा जाए एक बार F और h का पता लग जाए अब वास्तव में आप कह सकते हैं यह एक इनवरस प्रॉब्लम है जिसे मुझे h के ऑपरेशन के रूप में g खोजने की आवश्यकता है अगर मैं ऐसा कर सकता था तो मुझे इस मेथड की आवश्यकता नहीं है लेकिन यह इतना आसान नहीं है यदि मैं ऐसा करना चाहता हूं तो मुझे यह इंटीग्रेशन करना होगा लेकिन मैं कैसे प्रदर्शन करता हूं या मुझे इसका उल्टा करना होगा मैं Izz को कुछ के बराबर ले जाऊंगा अब मैं यह नहीं लिख सकता कि यहाँ कुछ ऑपरेशन के द्वारा या तो किसी चीज़ को डिफरेंटशिएशन करना या इंटीग्रेशन करना या इसे किसी चीज़ से गुणा करना इसे लिखना इतना आसान नहीं है यही कारण है कि हम इसे न्यूमेरिकली हल कर रहे हैं तो मूल रूप से इस ऑपरेटर F की लिनियेरिटी इसलिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यह ऑपरेशन लीनियर होना चाहिए तो यह लिनियेरिटी वास्तव में मुझे न्यूमेरिकल समाधान बनाने में मदद करेगी जो हम देखेंगे इसलिए हम इस अज्ञात रिस्पांस फ़ंक्शन g के लिए क्या करते हैं हम एक बेसिक सेट में विस्तार करते हैं आप जानते हैं कि इंजीनियरिंग में कई बार हम करते हैं कि सबसे अच्छा उदाहरण फूरियर सीरीज है इसके अलावा अन्य सीरीज लीजेंड्रे सीरीज हर्माइट सीरीज आदि हैं जहां वास्तव में फूरियर ने साबित किया है कि किसी भी इलेक्ट्रिक संकेत को साइनूसोइडल आधार या एक्स्पोनेंशियल आधार आदि में विस्तारित किया जा सकता है इसलिए अब विभिन्न अन्य मामलों में हमारे पास बेसेल आधार है हमारे पास विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए लीजेंडरी आधार है इसलिए यहां हम यह भी कहते हैं कि हम एक सीरीज में इनका विस्तार करते हैं तो c1g1 z प्लस c2g2 z प्लस cngn z वास्तव में अगर यह अनंत तक जाता है तो ये एग्जैक्ट हो सकते हैं लेकिन जाहिर है हमें अलग करना होगा इसलिए यहां यह सोच कर कि N की संख्या तक हम विस्तार कर रहे हैं तो मैं इसे लिख सकता हूं क्योंकि n 1 से कैपिटल N के बराबर है cngn z तो अज्ञात रिस्पांस फ़ंक्शन को n शब्दों के लीनियर कॉन्बिनेशन के रूप में विस्तारित किया जाता है अब प्रत्येक cn एक अज्ञात कांस्टेंट है लेकिन प्रत्येक gn z एक ज्ञात फ़ंक्शन है अब कहा गया आधार एक पूर्ण सेट है जो उस आधार में है अगर मैं हमेशा प्रतिनिधित्व करता हूं तो मैं इसे दो कार्यों को बाएं हाथ की ओर और दाहिने हाथ की तरफ एग्जैक्ट बना सकता हूं तो इस g1 g2 gn आदि का डोमेन इस रिस्पांस फ़ंक्शन g के डोमेन के समान है अब अगर मैं इस बात को इस मुख्य इक्वेशन में सब्सीट्यूट करता हूं तो हमें क्या मिलेगा मुझे मिलता है n 1 से N cn F h के बराबर है यह gn चुना गया है यह चुनाव आपके साथ है तो इस F का इवैल्यूएशन आसानी से किया जा सकता है प्रिफरेबली बंद रूप में यदि नहीं तो कम से कम न्यूमेरिकली आसानी से इवैल्यूएशन किया जाना चाहिए तो एक बार जो वहाँ है इसका मतलब है कि अब इस अज्ञात को उस n संख्या में अनजाने कांस्टेंट cn के लिए उबाल दिया गया है जिसे निर्धारित करने की आवश्यकता है लेकिन समस्या यह है कि हमने बनाया है कि केवल एक ही फ़ंक्शन था जिसे पता लगाने की आवश्यकता है अब हमने इस ऑपरेटर की मदद से कहा है कि हमने इसे यहाँ विस्तारित किया है लेकिन हमने N अज्ञात बनाया है लेकिन हमारे पास केवल एक इक्वेशन है इसलिए अब हमें बदलने की जरूरत है इसलिए वहां जाने से पहले इन बेसिस फंक्शन g1 z g2 z gn z के बारे में थोड़ी बात करते हैं उन्हें कहा जाता है कि इस बेसिस फंक्शन का चयन कैसे किया जाता है इन्हें बेसिस फंक्शन कहा जाता है इसका मतलब है विस्तार इस बेसिस फंक्शन के संदर्भ में किया गया है तो अब सामान्य तौर पर लोग आधार कार्यों को उस सेट के रूप में चुनते हैं जिसमें एंटीसिपेटेड अज्ञात फ़ंक्शन को सही ढंग से प्रस्तुत करने और समान करने की क्षमता होती है इसलिए अगर मुझे पता है इस मामले में एक मौजूदा वितरण तो आप देखते हैं कि हमारे पास एक आईडिया एक प्रायोरी है कि मैं एक डायपोल में हो सकता हूं मान लीजिए कि यह फ़ीड है तो कुछ यह यहाँ उच्च होगा तो किसी प्रकार का एक्स्पोनेंशियल तो यह विभिन्न कोस कोसाइन हो सकता है कोसाइन फ़ंक्शंस के विभिन्न ऑर्डर या sin फ़ंक्शन के विभिन्न आदेश या दोनों के कॉन्बिनेशन आदि एक रैक्टेंगुलर वेव गाइड में मान लीजिए मैं फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन चाहता हूं मुझे पता है कि अंत में धातु हैं तो वहाँ फील्ड है कि शून्य जाना चाहिए इसलिए फिर से हम कोसाइन फंक्शन लेते हैं लेकिन यह भी हो सकता है कि मेरे पास उस प्रायोरी की जानकारी न हो तो इन दो मामलों का अलग अलग इलाज किया जा सकता है वास्तव में बेसिस फंक्शन दो प्रकार के होते हैं एक को सब्डोमेन बेसिस फंक्शन कहा जाता है दूसरे को एंटायर डोमेन फ़ंक्शन कहा जाता है असल में क्या होता है जब मुझे कुछ पता नहीं होता हम पहले सब्डोमेन आधार लेते हैं हम पाते हैं कि कम या ज्यादा फंक्शनल व्यवहार क्या है तब लोग एंटायर डोमेन के लिए जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि सब्डोमेन में कम्प्यूटेशनल कंपलेक्सिटी अधिक होती है जबकि एंटायर डोमेन कंपलेक्सिटी के कांप्लेक्शन को कम करता है इसलिए बेसिस फ़ंक्शन को क्यों चुना जाना चाहिए एक चीज यह वास्तविक अज्ञात फ़ंक्शन के समान एग्जैक्ट रूप से सक्षम होनी चाहिए लेकिन साथ ही यह कम्प्यूटेशनल रूप से कम इंटेंसिव होना चाहिए या कम्प्यूटेशनल बोझ कम होना चाहिए तो ये दो चीजें हैं तो लोग इन दोनों को मिलाते हैं अब सबसे पहले हमें सब्डोमेन बेसिस क्या कहते हैं सब्डोमेन बेसिस क्या है सबसे आम तौर पर मुझे लगता है कि मैं यहाँ कुछ फंक्शन है अब एक बहुत ही चतुर विकल्प यह पूरा स्ट्रक्चर है मान लीजिए कि यह एक स्ट्रक्चर है जिस पर यह फंक्शन होता है अब इसे विभिन्न भागों में तोड़ें आप इसे समान बना सकते हैं इसे असमान बना सकते हैं यह आपकी पसंद है क्योंकि जहां बहुत वेरिएशन नहीं है आप गैप को भी बढ़ा सकते हैं लेकिन शुरू करने के लिए लोग आमतौर पर समान रूप से करते हैं क्योंकि मैं इस व्यवहार को नहीं जानता और यहाँ आप पल्सेसको ग्रहण करते हैं तो बेसिस फ़ंक्शन यहाँ है तो यहाँ से यहाँ केवल एक पल्स के लिए तो इस पल्स का डोमेन केवल इस पर मौजूद है इसीलिए इसका एक नाम सब्डोमेन बेसिस है इसका मतलब है यह अज्ञात फ़ंक्शन या रिस्पांस फ़ंक्शन के पूरे डोमेन पर नहीं है यही कारण है कि यह सब्डोमेन है तो यह यहाँ मौजूद है इसलिए एक बार जब आप इस बेसिस को अंत में रख देते हैं तो हम देखेंगे कि आपको करंट डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा इसलिए यदि आप मिडपॉइंट जोड़ते हैं तो आपको कम या ज्यादा आकार मिलता है तो यह एक पसंद है लोग भी पीस वाईज लीनियर चुनते हैं तो पीस वाईज लीनियर का मतलब कुछ ऐसा है इसका मतलब है कि दो वास्तव में पीस वाईज लीनियर बेसिस फंक्शन पर अब यह वास्तव में एक अच्छी बात है दो एडजेसेंट डोमेन पर पीस वाईज लीनियर का अर्थ है इसमें दो या तीन लोगों के एक से अधिक होने का मतलब है तो आप एक अच्छा अनुभव प्राप्त करते हैं कि इंटरसेक्शन पॉइंट पर वे कैसे व्यवहार कर रहे हैं और इसे ट्रायंगल फ़ंक्शन भी कहा जाता है इसके अलावा नक्शे के लिए यह बहुत आसान है ट्रायंगल फ़ंक्शन के साथ कोई भी सतह आप कोई गैप नहीं डालते हैं तो यह सब्डोमेन के बारे में है अब हमने पहले से ही देखा हुआ एंटायर डोमेन एक एंटायर डोमेन का एक उदाहरण मान लें जैसा कि मैंने कहा कि साइनूसोइडल है तो हमारे मामले में एंटायर डोमेन में हो सकता है हम यह कह सकते हैं कि मान लीजिए कि मैं उस कॉस 2n माइनस 1 pi z बटा l माइनस l बटा 2 से z से l बटा 2 तक ले जाता हूँ तो यह एक कोसाइन है लेकिन यह अलग n पर है तो यह एक एंटायर डोमेन फ़ंक्शन का एक उदाहरण है अगर मुझे पता है कि आम तौर पर यह कोसाइन होता है तो लोग ऐसा करते हैं लेकिन यह अनुभव आदि के साथ आता है इसलिए यह बेसिस फंक्शन के बारे में है अब सवाल यह है कि मैंने एक इक्वेशन बनाया था लेकिन मैंने अज्ञात बना दिया है मैंने N अज्ञात संख्या बना ली है तो इसे कैसे हल किया जाए रिकोर्स हमें इस समस्या को हल करने या इस स्थिति को लागू करने देता है आइए हम N संख्या की बाउंड्री कंडीशन को लेते हैं इसका मतलब है हमारे मामले के लिए यह बात यह एक इक्वेशन है अब हम उस इक्वेशन को n संख्याओं पर लागू करते हैं तो बाउंड्री कंडीशन n होगी तो ऐसा करने के लिए लोग क्या करते हैं वास्तव में एक बात है आप उस पल को देख रहे हैं जो मैं कह रहा हूं कि मैं इसे N नंबर पर हल करूंगा इसका मतलब है कि स्पष्ट रूप से सभी पॉइंट पर मैं इसे लागू नहीं कर रहा हूं इसलिए कुछ ऐरर होंगे क्योंकि अन्य पॉइंट पर इसे लागू नहीं किया जाता है अब हमारा विचार है कि क्या हम इस ऐरर को इस ऐरर का औसत बना सकते हैं पूरे स्ट्रक्चर पर शून्य पर जा सकते हैं इसलिए इसीलिए हमें एक मोमेंट लेने की आवश्यकता है आप पहले मोमेंट के इस शब्द के पार आ गए हैं दूसरे मोमेंट जब मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन आपके अर्थ को मान लेता है तो मैं यह ले रहा हूं कि पहला मोमेंट औसत का पहला समय क्या है फिर दूसरे मोमेंट मैं उस उच्च क्रम की चीजों की तरह एक स्क्वायर प्रकार का औसत कर रहा हूं तो यहाँ भी हम एक इनर प्रोडक्ट लेते हैं यह कुछ इस तरह है तो इनर प्रोडक्ट बनता है अब इनर प्रोडक्ट क्या है इसकी परिभाषाएँ हैं लेकिन मान लीजिए कि मेरे पास g फ़ंक्शन है पहले ही मैंने उस g फ़ंक्शन को देखा है तो g फ़ंक्शन को एक बेसिस फ़ंक्शन के साथ विस्तारित किया जाता है मेरे पास एक और फ़ंक्शन w भी है उनका इनर प्रोडक्ट है अगर मेरे पास इस दो ब्रैकेट में w g है तो g w के समान है तब af प्लस bg w होगा क्या इतनी लिनियेरिटी की चीज एक f w प्लस b g w है और अन्य कंपलेक्स कौनजिओगेशन के लिए हैं जो कि शून्य से अधिक है यदि g शून्य के बराबर नहीं है g शून्य से कम है यदि g शून्य के बराबर है यदि आप इन ऑपरेटरों को प्राप्त करते हैं तो आपके पास दो फंक्शन का सरल मल्टीप्लिकेशन हो सकता है लेकिन आम तौर पर इलेक्ट्रो मैग्नेटिक चीजों के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है यह स्ट्रक्चर की सतह पर है जिस पर मुझे दिलचस्पी है आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं क्योंकि ये फ़ंक्शन आम तौर पर वेक्टर फ़ंक्शन भी होते हैं तो मैं w डॉट g ds कह सकता हूं तो यह एक इनर प्रोडक्ट है तो इन चुनावों के द्वारा समाधान इलेक्ट्रो मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशन को संतुष्ट करता है आमतौर पर इलेक्ट्रो मैग्नेटिक में बाउंड्री कंडीशन इलेक्ट्रिक कंडक्टर की सतह पर या मैग्नेटिक कंडक्टर के लिए टेंनजेनशियल इलेक्ट्रिक फील्ड को गायब कर रही है इसलिए केवल डिस्क्रीट पॉइंट पर हम बना रहे हैं कि n संख्या की पॉइंट पर जो उन्हें संतुष्ट करेगा इन पॉइंट के बीच बाउंड्री कंडीशन संतुष्ट नहीं हो सकती है और इसलिए हम एक रेसीडुएल के रूप में परिभाषित करते हैं इसका मतलब है कि सतह पर हम वास्तव में चाहते हैं कि Escattered टेंनजेनशियल प्लस Eincident टेंनजेनशियल इसका मतलब है कि शून्य नहीं हो रहा है इसलिए इसका मतलब है एक डेल्टा Etan है जो शून्य के बराबर नहीं है हमारा काम इस इनर प्रोडक्ट के उत्पादन के लिए है क्योंकि आप इनर प्रोडक्ट को देखते हैं जिसे हम पूरी सतह पर डाल रहे हैं हमारा उद्देश्य इस तरह से रेसीडुएल को कम करना है कि इंटर स्ट्रक्चर अप्रोच पर ओवरऑल औसत शून्य है तो वेटेड रेसीडुएल के मेथड का उपयोग इनर प्रोडक्ट के साथ संयोजन के रूप में किया जाता है यह तकनीक एक कंडक्टर की सतह पर हर पॉइंट पर एक लुप्त हो रही रेसीडुएल को जन्म नहीं देती है लेकिन बाउंड्री कंडीशन को पूरे अर्थों में एक औसत अर्थ में संतुष्ट होने के लिए मजबूर करती है यह मोमेंट मेथड गणित में एक तकनीक है हैरिंगटन ने पहली बार इस मेथड को लिया और इसे इलेक्ट्रो मैग्नेटिक समस्याओं पर लागू किया उस समय मुख्य रूप से लोगों ने कहा कि इनके कारण हर जगह यह संतुष्ट नहीं हो रहा है बल्कि एनालिटिकल समाधान ने इसे हर जगह संतुष्ट किया है लेकिन यह दिखाया गया है कि अंतर इस इनर प्रोडक्ट की उचित पसंद से हो सकता है आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए इन डिफरेंसेस को इनकंसीक्वेंशियल बना सकते हैं और इसलिए मोमेंट मेथड अब एक ऑथेंटिक मेथड बन गया है अब हम अपनी बात पर आते हैं कि हम इस w को फिर से परीक्षण फ़ंक्शन के सेट के रूप में परिभाषित करते हैं तो w के बाद से यह एक अलग है मैं एक अलग सबस्क्रिप्ट m का उपयोग कर रहा हूं लेकिन यह फिर से बना है कि w1 w2 से wN तक तो एक ही ऑर्डर आप बेसिस फंक्शन देखते हैं हमने N ऑर्डर लिया है केवल अंतर करने के लिए उस समय हमने कहा था कि gn को g1 g2 से gN तक के रूप में विस्तारित किया गया था तो इसीलिए n और m एक चीज है तो इस इनर प्रोडक्ट से यह इक्वेशन F परीक्षण फ़ंक्शन w के साथ इनर प्रोडक्ट में ले जाएगा तो यह इक्वेशन बन जाता है मैं कह सकता हूं कि n 1 से N Cn wm F के बराबर है wm h के बराबर है m 12 से N के बराबर है जाहिर है n भी 12 से N तक है अब मैट्रिक्स इक्वेशन का यह सेट n इक्वेशन का यह सेट अब मुझे n संख्या की इक्वेशन मिल गई है मेरे पास n अज्ञात है Cn मैं हल कर सकता हूं तो यह मीट्रिक रूप में लिखा जा सकता है क्योंकि Fmn Cn hm के बराबर है Fmn क्या है Fmn मैट्रिक्स w1 इनर प्रोडक्ट F है अगले को आप w1 F इत्यादि लिख सकते हैं यहाँ अगले को आप w2 F लिख सकते हैं w2 F आदि Cn C1 है C2 Cn तक है और hm यह इक्वेशन है मूल रूप से मेरी रुचि Cn है तो मैं Cn को Fmn इन्वर्स hm के रूप में लिख सकता हूं तो यह गणना की जा सकती है और एक बार जब मैं Cn को जानता हूं मुझे पता है कि इंटीग्रल इक्वेशन को हल किया जा सकता है अब यहाँ प्रश्न है कैसे चुनें इस w को वेटिंग फंक्शन या टेस्टिंग फंक्शन कहा जाता है अब वेटिंग फ़ंक्शन का विकल्प ऐसा होना चाहिए कि wn के एलिमेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए इसलिए कि n इक्वेशन को जो हमने एक लीनियरली इंडिपेंडेंट किया है यह भी वेटिंग फ़ंक्शन को चुनने के लिए लाभप्रद होगा जो कम्प्यूटेशनल बोझ को कम करते हैं अब यह सोचें कि बेसिस फंक्शन के लिए भी यही सच था हमेशा एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट और मैंने यह भी कहा कि कम्प्यूटेशनल लैथिंग के लिए बेसिस फंक्शन को चुना जाना चाहिए इसलिए बेसिस फंक्शन और वेटिंग फ़ंक्शन को चुनने के लिए प्रेरणा या गाइडलाइन वे समान हैं तो एक बहुत ही स्टैंडर्ड प्रोसीजर को गैलेर्किन प्रोसीजर कहा जाता है जहां हम वेटिंग फ़ंक्शन को बेसिस फंक्शन के रूप में लेते हैं इसे गैलेर्किन प्रोसीजर कहा जाता है इसलिए अब मैं वास्तव में इस Fmn में नहीं जा रहा हूं एक इंटीग्रेशन है कई बार में इंटीग्रेशन को हल किया जा सकता है अगर इसे हल नहीं किया जा सकता है तो एक और तरीका है कि आप इन गैलेर्किन चीजों को लेने के बजाय विभिन्न पॉइंट पर एक ωn डेल्टा फ़ंक्शन ले जाएं क्योंकि यदि आप डेल्टा फ़ंक्शन उस इनर प्रोडक्ट को लेते हैं तो इंटीग्रेशन का एक ऑर्डर कम होता है इसलिए यदि आपको समस्या है कि आप ऐसा कर सकते हैं लेकिन जाहिर है यह बोझ को कम्प्यूटेशनल लोड पर रखता है यह गैलेर्किन स्टिंग करता है इंटीग्रेशन हल हो सकता है इसलिए ऐसा करने से लोगों ने पाया है कि मैं फिर से उन दो ग्राफों को ब्रो ड्रॉ करूंगा इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं तो अब आप आसानी से हल कर सकते हैं यह भी आप देख सकते हैं कि यह पूरी चीज दी गई है हैरिंगटन ने एक मोमेंट मेथड के फील्ड कम्प्यूटेशन पर एक पुस्तक लिखी है तो वहाँ इन सभी प्रोसीजर को दिया जाता है तो आज जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किए हैं जैसे ग्राफ वहीं हैं अब लोगों ने पाया है कि यह ग्रीन ग्राफ मोमेंट मेथड ग्राफ और पिछले आईट्रेटिव तकनीक ग्राफ किंग हैरिसन आदि द्वारा थे इसके आधार पर आपको इनपुट इंपेडेंस सही ढंग से यहां मिलती है और इसलिए अब यह बहुत आसान है इस इनपुट इंपेडेंस को लगाएं या वास्तव में आप संपूर्ण रिएक्टिव इंपेडेंस का पता लगा सकते हैं क्योंकि यदि आप विभिन्न पॉइंट पर इस करंट डिस्ट्रीब्यूशन को जानते हैं इसका मतलब है आप संपूर्ण डायपोल स्ट्रक्चर को विभिन्न पॉइंट में विभाजित कर रहे हैं और वहां आप यह पता लगा सकते हैं कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसलिए यदि आप ऐसा करते हैं तो आप करंट को जानते हैं तो आप यहाँ करंट को जानते हैं आप भी एक एलिमेंट डाल सकते हैं और यहाँ से अगर आप इस को जानते हैं तो आप आसानी से Z को V1 बटा I1 के बराबर लिख सकते हैं जहाँ I1 यहाँ करंट है और V1 यहाँ दिया गया एक्साइटेशन है तो यह आपको इनपुट इंपेडेंस देगा यह याद रखें कि V1 और I1 कंपलेक्स संख्या हैं तो आपको वास्तविक इनपुट इंपेडेंस मिलती है इसका मतलब है कंपलेक्स इनपुट इंपेडेंस एक और बात यह है कि आप जिस सोर्स को मॉडल कर सकते हैं वह यह है कि डेल्टा गैप सोर्स के बजाय लोगों को एक फ्रिल जनरेटर मिल गया है जो यहां है तो मुझे फिर से आकर्षित करते हैं इसलिए अगर मेरे यहाँ एक फ्रिल है तो लोगों के पास एक समान मैग्नेटिक करंट है जिसे फ्रिल कहा जाता है तो फ्रिल जनरेटर इसे मैग्नेटिक करंट कहा जाता है तो इसके द्वारा भी आप सोर्स मैग्नेटिक रिंग करंट को मॉडल कर सकते हैं वास्तव में आपके पास एक रिंग मैग्नेटिक करंट है इस प्रकार आवश्यक इलेक्ट्रिक फील्ड इनमें से किसी भी मॉडल का उपयोग करके पाया जा सकता है फ्रिल जनरेटर आमतौर पर बेहतर परिणाम देता है विशेष रूप से इंपेडेंस के लिए और इस मॉडल में डेल्टा गैप के बजाय समान मैग्नेटिक करंट डेंसिटी के नैरो स्ट्रिप्स हैं तो आपके पास ये हैं तो आपके पास एक और स्ट्रिप है तो इसके द्वारा डेल्टा गैप अधिक आसान हो सकता है वास्तव में फ्रिल जनरेटर मॉडल निकट जोन या दूर जोन की गणना करने के लिए पेश किया गया था दोनों फील्ड को सह अक्षीय एपर्चर से एक ही फॉर्मूलेशन के साथ किया जा सकता है तो यह दर्शाता है कि आधुनिक दिनों में 20 30 साल पहले इस प्रकार की चीजें आई थीं वास्तव में आप कह सकते हैं कि यह बात लगभग 80 के दशक के मध्य में शुरू हुई और अब इस मोमेंट मेथड के साथ सभी चीजों को रिविजिट किया गया इसलिए वायर एंटेना या एपर्चर एंटेना मोमेंट के तरीकों के लिए करंट डिस्ट्रीब्यूशन का उपयोग किया गया और पता चला इसी तरह विभिन्न क्षेत्रों के पास विभिन्न असंतुलन डायाफ्राम फिर विभिन्न चीजों की दीवार की मोटाई और चीजों को वेव गाइड करते हैं पहले दीवार की मोटाई पर विचार नहीं किया गया था लेकिन अब दीवार की मोटाई को स्लॉट रेडिएशन स्लॉट मोटाई के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था उन सभी को अब इस मोमेंट मेथड के लिए जिम्मेदार माना जाता है क्योंकि इसके द्वारा आपको सटीक करंट डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है और इस प्रकार इंपेडेंस तो आपको फील्ड एनालिसिस एनालिटिक एनालिसिस द्वारा दी गई सभी जानकारी मिलती है लेकिन अब लगभग किसी भी प्रकार के एंटीना का एनालिसिस इसके साथ किया जा सकता है धन्यवाद